हमारे पिछले सत्र में हमने मानक लागत और विचलन विश्लेषण पर चर्चा शुरू की थी अब मानक लागत में कौन कौन से चरण होते हैं पहला चरण मानकों का गठनकरना था इसलिए हमें उचित मानकों को निर्धारित करना होगा जो कि सामान्य संचालन में इसे प्राप्त करने के लिए मानदंड के रूप में लागू होते हैंउसके बाद दूसरा कदम यह है कि हम वास्तविक का मापन करें और विचलन की गणना करें विचलन मानक और वास्तविक के बीच एक दूरी है और तीसरा चरण विचलन विश्लेषण है जिसका अर्थ है विचलन को इसके कारणों में तोड़ना और कारणों को जानने का प्रयास करना मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे अब विचलन के कारणों पर आते हैं हम जानते हैं कि इसे 3 मुख्य कारणों में तोड़ा जा सकता है दक्षता से संबंधित मूल्य से संबंधित और मात्रा से संबंधित मात्रा से संबंधित ज्यादातर निश्चित ओवरहेड्स पर लागू होते हैं सामग्री श्रम की तरह परिवर्तनीय लागत के लिए 2 प्रमुख कारण हैं दक्षता संबंधित और कीमत संबंधित तब सामग्री विचलन को उसके कारणों में तोड़ने के लिए हमने इन सरल सूत्रों पर चर्चा की थी तो कुल सामग्री लागत विचलन मानक लागत और वास्तविक लागत के बीच का अंतर है यही कारण है कि यह वास्तविक कीमत गुणा मानक मूल्य माइनस वास्तविक मात्रा गुणा मानक मात्रा है उसके बाद सामग्री मूल्य विचलन मूल्यों के बीच का अंतर है अर्थात मानक मूल्य माइनस ब्रैकेट में वास्तविक मूल्य गुणा वास्तविक मात्रा होता है और उपयोग विचलन के लिए यह मानक मात्रा और वास्तविक मात्रा के बीच का अंतर गुणा मानक मूल्य होता है अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि क्या यह मात्रा इनपुट मात्रा के संदर्भ में है ध्यान रखें कि हम इनपुट मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम लागत विचलन की गणना कर रहे हैं लागत एक इनपुट है इसलिए हम इनपुट मात्रा पर विचार करेंगे आपको एक और संदेह हो सकता है कि यहाँ आपकी मात्रा वास्तविक क्यों है जबकि यहाँ आपको एक मानक मूल्य क्यों मिला है पिछली बार आपने इसकी चर्चा की है अभी केवल सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने के बजाय मैं आपको एक मामले में ले जाना चाहूंगा जो मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा मुझे लगता है कि इसे हल करते समय आप समझ जाएंगे कि इस सूत्र को रखने का तर्क क्या है कृपया विष्णु लिमिटेड का मामला उठाए मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंटआउट के रिकॉर्ड के अनुसार मानक आउटपुट 500 इकाई हैं और 650 इनपुट इकाइयाँ 8 प्रति इकाई की दर से हैं वास्तव में इसी अवधि के लिए वास्तविक उत्पादन 600 हैं और इनपुट इकाइयाँ 9 प्रति इकाई पर 750 हैं और हमें सामग्री लागत विचलन की गणना करनी होगी अब आप बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे यदि आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आपको सूत्र दिखाऊंगा हमें इन 3 विचलनो लागत कीमत और उपयोग की गणना करनी होगी अब एक नज़र डालते हैं इस मामले पर बहुत कम सिर्फ 4 5 3 4 आइटम हैं उन्हें ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे तो सामग्री लागत विचलन में आप जानते हैं कि हम मात्रा की तुलना कर रहे हैं और हम कीमतों की तुलना कर रहे हैं तो क्या हम आउटपुट मात्रा या इनपुट मात्रा की तुलना करते हैं जो पहली बात है मुझे लगता है कि हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हमारी तुलना अनिवार्य रूप से इनपुट मात्रा के लिए है क्योंकि हम लागत विचलन की गणना कर रहे हैं तो 750 9 रुपये पर एक इनपुट है इसलिए हम 750 पर खर्च कर रहे हैं ना कि 600 पर इस प्रक्रिया में कुछ अंतर्निहित नुकसान होगा इसलिए जब हम 750 इकाइयां डालते हैं तो हमें 600 का आउटपुट मिलता है मानक के अनुसार यदि आप 650 इकाइयां डालते हैं तो आपको 500 का आउटपुट मिलता है ठीक लेकिन 750 उसे प्रदर्शित करता है जो हम 9 रुपये में खरीदते हैं इसलिए हमें अपनी इनपुट इकाइयों की तुलना करने की आवश्यकता है यह पहली बात है अब क्या हम सीधे 750 की तुलना 650 और 9 की तुलना 8 के साथ कर सकते हैं यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है कि आप 9 को 8 के साथ तुलना कर सकते हैं क्योंकि 9 एक वास्तविक मूल्य है और 8 एक मानक मूल्य है तो आप जानते हैं कि इसमें 1 रुपये का अंतर है लेकिन क्या आप 750 के साथ 650 की तुलना कर सकते हैं उत्तर नहीं है क्योंकि 750 600 इकाइयों के आउटपुट के लिए एक इनपुट है जबकि मानक 650 500 इकाइयों के आउटपुट के लिए एक इनपुट है इसलिए हम उस इनपुट की तुलना नहीं कर सकते जो 2 अलग अलग आउटपुट के लिए है हमें इसे मानकीकृत करना होगा या हमें उन्हें एक समान पायदान पर लाना होगा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बोर्ड का एक छात्र राज्य बोर्ड की परीक्षा देता है जिसमें कुल 700 अंक है जबकि सीबीएसई का छात्र 900 अंकों की परीक्षा देता है तो क्या आप पूर्ण अंकों की तुलना कर सकते हैं आप नहीं कर सकते या तो आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा या एक के अंको को समान वजन के साथ दूसरे में बदलना होगा इसी तरह आप 750 की तुलना 650 से नहीं कर सकते सबसे पहले आपको वास्तविक लिखना होगा जिसे आप सीधे लिख सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन वास्तविक आउटपुट के लिए मानक की गणना करें और फिर वह मानक और वास्तविक तुलनीय होगा सामग्री लागत विचलन की गणना के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें वास्तविक आउटपुट के अनुसार मानक को संशोधित करने की आवश्यकता है अब हम देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है सबसे पहले आप मानक और वास्तविक लिखने की कोशिश करें और इसे मेरे साथ हल करने का प्रयास करें लिखने के लिए वास्तविक बहुत सरल है आउटपुट 600 है इनपुट 9 की दर पर 750 है तो 750 गुना 9 वास्तविक इनपुट लागत 6750 होगी मुझे लगता है कि हर किसी को समझ आ गया होगा जहां तक मानक का संबंध है आपको कुछ अतिरिक्त गणना करनी होगी सबसे पहले आपको मानक इनपुट की गणना करने की आवश्यकता होगी क्योंकि दी गई समस्या के अनुसार आउटपुट 500 था जिसके लिए इनपुट 650 था अब चूंकि वास्तविक आउटपुट बढ़कर 600 हो गया है इसलिए कंपनी को अधिक कच्चे माल का उपयोग करने की अनुमति होगी यह वास्तविक आउटपुट के लिए मानक इनपुट है इसलिए मैंने इसकी गणना करने की कोशिश की है 650 भागे 500 गुना 600 क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है आउटपुट 500 से 600 हो गया है हमें इनपुट को आनुपातिक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है जो हमें एक मानक इनपुट के रूप में 780 देता है इसलिए मानक लागत की गणना के लिए हमने आउटपुट इकाइयों को 600 और इनपुट इकाइयों को 780 के रूप में 8 रुपये दर पर लिखा है तो यह हमें 6240 की मानक लागत देता है इसलिए अब हम 6240 की तुलना 6750 से कर रहे हैं अब हमें 3 विचलनो की गणना करनी है पहलेलागत फिर मूल्य और फिर उपयोग जहां तक लागत विचलन का संबंध है मुझे लगता है कि आप सूत्र को जानते हैं यह मानक लागत के साथ वास्तविक लागत की तुलना है तो यह 6240 के साथ 6750 की तुलना है इसलिए 6240 माइनस 6750 में आपको माइनस 510 मिलता है जो दर्शाता है कि यह एक प्रतिकूल विचलन है अब इसे तोड़ने के लिए 2 कारण हैं एक कीमत से संबंधित कारणों की वजह से है आप देख सकते हैं कि आप के मूल्य 8 से 9 तक बढ़ गए हैं इसलिए ब्रैकेट में हम मानक मूल्य 8 माइनस वास्तविक कीमत 9 लेंगे यह एक गुणा वास्तविक उपयोग का अंतर है कि वास्तविक उपयोग 6 है 750 है तो अब 750 प्रतिकूल विचलन है क्या आप समझ रहे हैं यह माइनस 750 या प्रतिकूल 750 है आप यह भी देख सकते हैं कि यहां ब्रैकेट में क्या लिखा गया है कृपया इसकी तुलना उन सूत्रों से करें जिनकी अभी चर्चा की थी इसलिए एक बार फिर से मैं फार्मूला दोहराऊंगा यह मानक मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य गुणा इनपुट की वास्तविक मात्रा है तो यह 7 माइनस 750 है अब दूसरा विचलन उपयोग है यह 240 अनुकूल है तो उपयोग में आप 2 इनपुट की तुलना कर रहे हैं तो मानक इनपुट 780 है वास्तविक इनपुट 750 है इसलिए विभाग आपको 780 इकाइयां दे सकता है लेकिन उनके पास केवल 750यह इकाइयों का उपयोग होता है इसलिए उन्होंने 30 इकाइयों को बचाया है तो यह प्लस 13 ब्रैकेट गुना मानक मूल्य जो कि 8 है इसलिए आपको 240 मिलते हैं अब बस इसे क्रॉस चेक करें प्लस 240 माइनस 750 आपको माइनस 710 मिलेगा इसलिए सामग्री लागत विचलन अब मूल्य भाग और उपयोग भाग में टूट गई है क्या आप समझ गए कृपया इसे फिर से देखें और हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे जिन्हें भी आपको करना चाहिए क्योंकि इसी तरह आप श्रम के साथ साथ चर की भी गणना करने जा रहे हैं या इतना ठीक है इसलिए अवधारणा को सही ढंग से समझने की कोशिश करें अब हम अन्य प्रकार के विचलनो पर आगे चर्चा करेंगे तो हमने अभी सामग्री विचलनो पर चर्चा की है और उस पर एक केस भी देखा है अब हम श्रम विचलन पर जाते हैं अब जहां तक श्रम का संबंध है श्रम विचलन के क्या कारण हो सकते हैं यह डिजाइन या मात्रा में परिवर्तन के कारण हो सकता है खराब कार्यशील स्थिति के कारण गलत शेड्यूलिंग के कारण ये सभी दक्षता में परिवर्तन का नेतृत्व करते हैं इसका मतलब है या तो अधिक घंटे की खपत या कम बिजली की खपत दूसरा हिस्सा दर की वजह से है वेतन वृद्धि या उच्च स्तर के कारण या ओवरटाइम के कारण श्रम दर भी बदल सकती है तो मूल रूप से श्रम विचलन को 2 कारणोंमें विभाजित किया गया हैदक्षता संबंधी कारण और मात्रा या घंटे से संबंधित कारण मैंआप को सिर्फ सूत्र दिखाऊंगा तो श्रम लागत विचलन यह कुल विचलन है यह वास्तविक लागत के साथ मानक लागत की तुलना है तो मानक घंटे गुना मानक दर माइनस वास्तविक घंटे गुना वास्तविक दर अब यह दर संबंधित मुद्दों में टूट गया है जैसे कि सामग्री में उन्हें सामग्री मूल्य विचलन मिला था यहां हमें श्रम दर विचलन मिला है ठीक हैं इसलिए श्रम दर दर विचलन वास्तविक घंटे श्रम दर की तुलना तो मानक दर वास्तविक दर अब दक्षता विचलन उपयोग हुए घंटों की संख्या के साथ तुलना है तो श्रम दक्षता मानक दर गुना मानक घंटे और मानक घंटे माइनस वास्तविक घंटे हैं तीसरा विचलन हो सकता है जिसे निष्क्रिय समय विचलन के रूप में जाना जाता है अब निष्क्रिय समय एक ऐसा समय होता है जो किसी कारण से निहित होता है जैसे निर्देश की कमी या शक्ति का अभाव आदि तो निष्क्रिय समय विचलन इसमें तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है जो भी हमारे निष्क्रिय घंटे है सभी नुकसान हैं तो निष्क्रिय घंटे गुना मानक दर यह हमेशा प्रतिकूल होता है क्योंकि निष्क्रिय समय हमेशा एक नकारात्मक विचलन होता है तो श्रम लागत विचलन को दर दक्षता और समय में विभाजित किया जा सकता है अब हम इसके लिए अलग अलग मामलों को हल नहीं कर रहे हैं यदि आप इस सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो इसी तरह के सूत्र श्रम के लिए भी लागू किए जाते हैं अब हम तीसरे विचलन में जाएंगे उन्हें ओवरहेड विचलन के रूप में जाना जाता है वे इस कारण से हो सकते हैं जैसे कि गलत नियोजन या अधिक अवशोषण या कम अवशोषण जो बजटीय इकाइयों से ज्यादा इकाइयों या कम इकाइयों के उत्पादन के कारण होता है कभी कभी बिक्री में कमी से होता है अब आप सोच सकते हैं कि बिक्री में कमी ओवरहेड्स को क्यों प्रभावित कर सकती है यह ओवरहेड्स को प्रभावित कर सकता है क्योंकि बिक्री में कमी से मात्रा कम हो जाती है और मात्रा कम होने से निर्धारित ओवरहेड अवशोषण प्रभावित होता है ब्रेक डाउन हो सकते हैं ओवरहेड विचलन के लिए ये विभिन्न कारण हैं अब कृपया सूत्रों पर एक नज़र डालें अब परिवर्तनीय ओवरहेड विचलन सामग्री या श्रम विचलन के समान है जिसका हमने अध्ययन किया है तो परिवर्तनीय ओवरहेड लागत विचलन यह दर माइनस वास्तविक लागत के ऊपर मानक घंटे गुना मानक परिवर्तनीय लागत है यह हमेशा मानक और वास्तविक लागत की तुलना है अगला परिवर्तनीय ओवरहेड व्यय विचलन है यह वह राशि है जिसे खर्च किया गया है तो वास्तविक घंटे गुना मानक परिवर्तनीय ओवरहेड माइनस वास्तविक ओवरहेड दर उससे परिवर्तनीय ओवरहेड दक्षता मिलती है अब यह विचलन दक्षता संबंधी समस्याओं के कारण होता है तो यह मानक घंटे माइनस वास्तविक घंटे गुना मानक परिवर्तनीय ओवरहेड दर की तुलना है अब अगर आप किसी तरह से थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो इसकी तुलना श्रम दरों से करें क्योंकि वेज्यादातर एक जैसे ही हैं इसलिए श्रम लागत के बजाय हमारे पास परिवर्तनीय ओवरहेड्स हैं उसके बाद श्रम दर आप देख सकते हैं कि हमें परिवर्तनीय ओवरहेड व्यय मिला है और श्रम दक्षता जो परिवर्तनीय ओवरहेड दक्षता के जैसी ही है क्या आप इसे समझ रहे हैं तो परिवर्तनीय ओवरहेड लागत व्यय भाग और दक्षता भाग में टूट गई है व्यय भाग इंगित करता है कि अतिरिक्त लंबित किया गया था दक्षता भाग इंगित करता है कि अधिक घंटों का उपभोग किया गया था जिससे ओवरहेड अवशोषण मे परिवर्तन होता है क्योंकि ओवरहेड्स को मानक परिवर्तनीय ओवरहेड दर पर चार्ज किया जा रहा है तो यह परिवर्तनीय ओवरहेड विचलन है अब हम निश्चित ओवरहेड विचलन पर जाते हैं अब निश्चित ओवरहेड विचलन इसमें पहला बहुत ही सरल है जो निश्चित ओवरहेड लागत विचलन हैं यह अवशोषित ओवरहेड या मानक ओवरहेड माइनस वास्तविक ओवरहेड है उसके बाद व्यय विचलन यह खर्च की गई राशि है तो बजटीय घंटे गुना मानक दर अर्थात बजट राशि माइनस वास्तविक ओवरहेड राशि और मात्रा से संबंधित मुद्दे जोकि अधिक या कम मात्रा के कारण है तो यह मानक मात्रा माइनस वास्तविक मात्रा गुना मानक दर है तो इस तरह से निश्चित ओवरहेड विचलन को तोड़ा गया है अब अंतिम प्रकार का विचलन अर्थात बिक्री विचलन अब हम बिक्री का कुछ बजट बनाते हैं बाजार में हम जानते हैं कि वास्तविक बिक्री अलग अलग हो सकती है एक कारण स्पष्ट रूप से कीमतों की वजह से है क्योंकि हमारे बजट में लगाई हुई कीमत और बाजार की कीमत अलग अलग हो सकती है जिसे मूल्य विचलन के रूप में जाना जाता है दूसरा इसका कारण बाजार का आकार है इसलिए जिस वस्तु में हम व्यवसाय कर रहे हैं उसकी बिक्री पूरे बाजार के आकार के बढ़ने या घटने से प्रभावित होती है तीसरा कारण बाजार हिस्सेदारी है हमारी कंपनी के लिए हमें पूरे बाजार का कुछ प्रतिशत हिस्सा मिला है जो कि प्रतिस्पर्धियों की वजह से प्रभावित हो सकता है इसलिए यदि प्रतियोगी आक्रामक हैं और यदि उनके अभियान प्रभावी हैं तो हमारा बाजार हिस्सा सिकुड़ सकता है दूसरी ओर यदि हम प्रभावी होते हैं तो हमारी बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है ये बिक्रीविचलन के प्रमुख कारण हैं अब ये सूत्र फिर से सामग्री विचलन से बहुत समान हैं कुल को बिक्री मूल्य विचलन के रूप में जाना जाता है यह बजटीय बिक्री माइनस वास्तविक बिक्री है फिर बिक्री मूल्य विचलन जो कीमतों की तुलना है अर्थात वास्तविक मूल्य माइनस बजट मूल्य गुना वास्तविक मात्रा हैं उसके बाद हमें बिक्री मात्रा विचलन मिला है यहां वॉल्यूम मात्रा को संदर्भित करता है तो यह मात्रा वास्तविक मात्रा माइनस बजट की मात्रा है और हम इसे बजट से गुणा करते हैं तो कुल मूल्य को कीमत से संबंधित कारणों और मात्रा या मात्रा से संबंधित कारणों में तोड़ा जा सकता है समझ रहे हैं अब आख़िरी भाग हम पहले ही विभिन्न प्रकार के विचलन के रूप देख चुके हैं अब हम फायदे और नुकसान को समझ सकते हैं महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप मानक लागत की वजह से समझदारी से तुलना कर सकते हैं क्योंकि हमने उद्देश्य मानक निर्धारित किए हैं वास्तविक प्रदर्शन की तुलना एक उद्देश्य मानदंड के साथ की जा सकती है फिर प्रबंधन के लिए वे अपवाद द्वारा कर्मचारी प्रबंधन कर सकते हैं इसलिए सभी पहलुओं को देखने के बजाय वे केवल उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां भारी विचलन हैं यही प्रमुख फायदे हैं हम फिर अन्य फायदे भी देखेंगे यह प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक बहुत अच्छा साधन है क्योंकि अन्यथा प्रबंधक हमेशा नाखुश रहेगा कि कर्मचारी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों को हमेशा महसूस होगा कि उनका उचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है लेकिन मानक में चूंकि एक उद्देश्य मानक निर्धारित है और यह अग्रिम में सूचित किया जाता है इससे विचलन की तुलना करना आसान हो जाता है अगला यह है कि यह अधिक स्थिर मूल्य भी देता है क्योंकि कीमतें मानक लागत पर आधारित होती हैं और वे तुरंत नहीं बदलती हैं इसलिए आउटपुट कीमतों को भी बार बार बदलने की जरूरत नहीं है इसके कुछ नुकसान भी हैं कि यह तुलना करने के लिए बहुत व्यापक है और उपयोग करने के लिए बहुत व्यापक है क्योंकि मानक लागतों को स्थापित करना और इसे संशोधित करना बहुत आसान नहीं है तो व्यवहार में इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है तो ये सीमांत लागत के फायदे और नुकसान थे इसलिए इसके साथ हम यहां रुकेंगे मैं आपसे बार बार सामग्री वाले मामले को देखने का अनुरोध करूंगा अगली बार हम निश्चित ओवरहेड्स के मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं उस समय तक हम यहां रुकते हैं कृपया उस मामले को दोहरा ले जिसे हमने पहले ही हल कर दिया है धन्यवाद